लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है आज हम डबल इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे विशेषकर कुछ सिंपल केसेस जिनसे मान ज्ञात किया जाता है उनको डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम डबल इंटीग्रल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को बताएंगे दो वेरिएबल के इंटीग्रल को समझने से पहले हम एक वेरिएबल के फंक्शन के इंटीग्रल की परिभाषा को याद करेंगे जो है abfxdxn→∞k1nfckΔxk⁡ यह सम क्या था यदि हम f लेते हैं जो कि a से b तक परिभाषित है यह x एक्सिस है तथा यह y एक्सिस है यदि हम डोमेन को जो कि a से b तक है को कुछ टुकड़ों में विभाजित कर दें तो हम पहले बिंदु को aको x0 से उसके बाद हमारे पास x1 x2 x3 है और इसी प्रकार xn 2 xn 1 और xn हमने पूरी रेंज a से b को n इंटरवल में विभाजित किया है और फिर प्रत्येक इंटरवल में हमने एक बिंदु लिया है यह उसका मिडल पॉइन्ट हो सकता है या कोई दूसरा बिंदु भी हो सकता है माना यह पॉइंट ck है अतः ck इंटरवल x0 तथा x1 के बीच में है अब हम इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू लेते हैं जो यहां है अतः fckΔxk हमारे नोटेशन में x1 है यह c1 है क्योंकि यह पहला इंटरवल है और यह fx f बन जाएगा अब हम इस प्रोडक्ट का सम करते हुए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यह प्रोडक्ट क्या होगा यह प्रोडक्ट इस रैक्टेंगल का एरिया होगा यह चौड़ाई x1 x0 है जो कि x1 है और इसे हाइट से मल्टीप्लाई किया गया है जो कि f है अब हम इन सभी कैसेस का सम कर रहे हैं तब आखरी में हमारे पास इन सभी रैक्टेंगल्स के एरिया का फाइनाइट सम आएगा जब हम लिमिट्स लेते हैं तो लिमिटिंग केस में n →∞ की तरफ जाता है हर एक रेक्टेंगल की यह एरर है और इसी प्रकार यह सभी भागों की एरर है लेकिन हमें यहां यह नहीं पता कि हम एरिया अंडर कर्व से ज्यादा एरिया ले रहे हैं या कम ले रहे हैं अतः यह एरर हो सकता हैं क्योंकि हम इन रैक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं अतः लिमिटिंग केस में जब इन इंटरवेल की लेंथ 0 की तरफ जाती है उस केस में यह लिमिट एरिया अंडर कर्व को अप्रोच करती हैं अतः इंटीग्रल abfxdx एरिया अंडर कर्व को दर्शाता है और यह इस सम की लिमिट की तरह परिभाषित किया जाता है इसी कांसेप्ट से हम दो वेरिएबल के डबल इंटीग्रल को परिभाषित कर सकते हैं अब हम आगे चलते हैं इस केस में मान लीजिए fx xy plane के क्लोज्ड रीजन D में परिभाषित है यह वह रीजन है जहां पर हमने क्लोज्ड रीजन परिभाषित है यह सामान्यतया किसी भी शेप का हो सकता है यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है और तब फिर से हम इस रीजन को सब रीजन में इस तरह विभाजित करते हैं जिससे छोटे रीजन का एरिया Aj मिले और हर एक सब रीजन का एरिया Aj हो जहां j 1 2 n तक जाता है इस तरह के रैक्टेंगलस या स्क्वेयरस गिनती में n हैं और हर एक का एरिया Aj है यदि हम एरिया Aj में कोई एक बिंदु ले तो यह बिंदु xj yj होगा हम इसे जनरल स्क्वायर या रैक्टेंगल कह सकते हैं हम इसे Aj कह रहे हैं और इस बिंदु को xj yj से निरूपित कर रहे हैं अब हम इस सम पर विचार करते हैं यहां पर फिर से फंक्शन की वैल्यू पर सम किया जा रहा है हमने यहां कोई बिंदु xj yj लिया है और एक ऐसा फंक्शन होगा जो तीसरे डायमेंशन की सरफेस में परिभाषित किया जाएगा जो कि ज्यादातर z एक्सिस लिया जाता है अतः सरफेस पर हमारे पास बिंदु xj yj के कॉरस्पॉडिंग एक बिंदु fxj yj होगा और हमने इसे एरिया Aj से मल्टीप्लाई किया है यदि यह लिमिट एक्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है D पर और fx y dA सब रीजन के एरिया को बता रहा है हम इसकोdx dy या dy dx से भी दिखा सकते हैं अतः यह परिभाषा है सम की लिमिट जो हम जोड़ रहे हैं वह वास्तव में डबल इंटीग्रल तब बनती है जब fxj yj को छोटे रीजन जो कि xy plane में हैं को एरिया से मल्टीप्लाई करके लिमिट ली जाती है ∬DfxydAOR∬DfxydxdyOR∬Dfxydydx और प्रत्येक सब रीजन में इस बिंदु के लिए एक ऐसा बिंदु xj yj है जहां फंक्शन की वैल्यू fxj yj है इन सभी को जोड़ने पर तथा लिमिट लेने पर जहां n इन रैक्टेंगल्स के नंबर की तरफ अप्रोच करता है जो इनफिनिटी की तरफ जाता है इस केस में यदि लिमिट एक्जिस्ट करती है तब हम इस तरह के इंटीग्रल का नोटेशन परिभाषित कर सकते हैं यह आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि यदि यह लिमिट एक्जिस्ट करती है तो यह इंटीग्रल भी एक्जिस्ट करता है यदि यह फंक्शन D में कंटीन्यूअस या पीस वॉइस कंटीन्यूअस है तो हमारे पास क्लोज्ड बाउंड्री डोमेन होगा और यदि फंक्शन पीस वॉइस कंटीन्यूअस या कंटीन्यूअस है तो यह इस तरह के इंटीग्रल के एक्जिस्टेंस के लिए सफिशिएंट है अब हम डबल इंटीग्रल के ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर आते हैं यह लिमिट की परिभाषा से भी स्पष्ट है जो हम देख चुके हैं अतः हमने xy plane में छोटा रीजन या फिर xy plane में पूरा डोमेन लिया जिसे हमने सब रीजन में विभाजित किया उदाहरण के लिए हमने यह सब रीजन लिया हैं और इसके कॉरस्पॉडिंग यहां सरफेस है जो इसके द्वारा दिया गया प्रोजेक्शन है हम सब रीजन में कोई बिंदु ले सकते हैं जिसे xj yj से निरूपित करते हैं और इस बिंदु के कॉरस्पॉडिंग हमारे पास सरफेस पर एक बिंदु हैं अतः यह बिंदु xj yj है तथा यह fxj yj है अब हम इस रेक्टेंगल के एरिया या फिर सब रीजन जो xy plane में बनाए हैं उनको मल्टिप्लाई करते हैं इस हाइट से तब हमें इस सब रीजन का वॉल्यूम मिलेगा जो यहां परिभाषित किया गया है और फिर हम इस तरह के सब रीजन को जोड़कर लिमिट लेते हैं तब हमें इस वॉल्यूम के नीचे का एरिया मिलता है जो इस सरफेस के नीचे है n→∞j1nfxjyjΔxy यह वह लिमिट है क्योंकि xy उदाहरण के लिए यह उस ट्रायंगल का एरिया है या उस सब रीजन का जो हम ने बनाए हैं इसे मल्टीप्लाई किया जाता है f से तब यह छोटे सब रीजन का वॉल्यूम देता है और ऐसे सब रीजन को जब जोड़ते हैं तब हम इसे इंटीग्रल से निरूपित करते है और यह वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ∬Dfxydxdy वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि यह fxy1 के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा यदि हम fxjyj को 1 के बराबर सेट करें तो हम फंक्शन को 1 लेंगे तब यह वैल्यू एरिया भी देगी क्योंकि हम xy को जोड़ रहे है अतः हम सारे एरिया को जोड़ रहे है और हमें डोमेन D का टोटल एरिया मिलेगा इस केस में यदि हम D के एरिया f को 1 लेते हैं तब यह डबल इंटीग्रल xy plane में डोमेन के एरिया को बताता है या फिर यह सरफेस के नीचे xy plane में वॉल्यूम को बताता है अब हम इवैल्यूएशन पर आते हैं लेकिन इवैल्यूएशन पर आने से पहले हम डबल इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अतः सिंगल इंटीग्रल की तरह हमारे पास डबल इंटीग्रल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं उदाहरण के लिए हमारे पास यहां का k है जिससे इस फंक्शन fxy से मल्टीप्लाई किया गया है और इस केस में k कांस्टेंट है अतः यह इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और हमारे पास यह इंटीग्रल है ∬DkfxydAk∬DfxydA इसी प्रकार हमारे पास दो फंक्शन f और g के एडिशन या डिफरेंस है इस केस में यह इंटीग्रल होगा f प्लस और माइनस D पर इंटीग्रल के ऊपर ∬Dfxy±gxydA∬DfxydA∬DgxydA डबल इंटीग्रल की एक और प्रॉपर्टी है यहां पर यदि हम फंक्शन को डोमेन D पर नॉन नेगेटिव ले तो इंटीग्रल का मान भी 0 या 0 से अधिक होगा ∬DfxydA≥0 यदि D पर fxy≥0 इसी प्रकार यदि हमारे पास दो फंक्शन हैं fxy जो कि फंक्शन gxy से ज्यादा है या फिर f g से बड़ी वेलयूज़ ले रहा है उस केस में इंटीग्रल f भी इंटीग्रल g से बड़ा होगा ∬DfxydA∬DgxydA यदि D पर fxy≥gxy और अब हम आखिरी केस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी है जब डोमेन D को दो भागों में तोड़ा जाता है तब हमारे पास यह इंटीग्रल है ∬DfxydA∬D1fxydA∬D2fxydA यदि DD1D2 उदाहरण के लिए हमारे पास यह डोमेन D था और मैंने इस डोमेन को D1 और D2 में विभाजित कर दिया था इस केस में D पर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए हम D1 तथा D2 पर इंटीग्रल उसी इंटीग्रैंड लिखते हैं केवल रीजन को बदल दिया गया है अतः यह D1 पर तथा यह D2 पर है यह भी सिंगल इंटीग्रल की कॉमन प्रॉपर्टी है अतः डबल इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रल जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं अब हम इवैल्यूएशन की तरफ आते हैं तो इवैल्यूएशन के लिए हम पहले एक सिंपल सिनेरियो के बारे में सोचते हैं उदाहरण के लिए यदि fxy कंटीन्यूअस है और बॉउंडेड भी है तो इस केस में भी यह इंटीग्रल इस रैक्टेंगुलर रीजन में एक्जिस्ट करेगा अतः हमने यहां अपने आपको रैक्टेंगुलर रीजन में सीमित कर लिया है x का मान a से b है तथा y का c से d है अतः इस रैक्टेंगुलर रीजन के लिए जो फिगर में भी दिखाया गया है यह रैक्टेंगुलर रीजन x के लिए a से b और y के लिए c से d तक बदलता है अतः हमारे पास यह कांस्टेंट नंबर्स हैं a से b तथा c से d Da ≤ x≤ bc ≤ y ≤ d यह सबसे सरल केस है जिसमें हम इंटीग्रल को इस डोमेन पर परिभाषित कर सकते हैं जहां x की लिमिट a से b तथा y की लिमिट c से d हैं यहां लिमिट्स कांस्टेंट हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं यहां इंटीग्रल रैक्टेंगुलर रीजन D पर लिया गया है अतः हम इंटीग्रल पहले x के रिस्पेक्ट में हल करेंगे उदाहरण के लिए हम y के रिस्पेक्ट में भी पहले कर सकते थेलेकिन इस केस में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है अतः पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे हम इंटीग्रल ∬DfxydA dx पर लेते हैं y को कांस्टेंट लेते हुए यह इंटीग्रल a से b तक लिया गया है क्योंकि x a से b तक जाता है हमने यह इंटीग्रल a से b तक लिया है और अब यह y का फंक्शन बन जाएगा क्योंकि हमने x पर इंटीग्रेशन a से b तक कर लिया है तो y ऐसा ही रह जाएगा और यह y का फंक्शन बन जाएगा और यह रिपीटेड इंटीग्रल बन जाएगा अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y का मान c से d तक बदलता है यहां पर रीजन a से b तथा c से d तक परिभाषित है हम पहले y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं तब y c से d होगा या फिर हम इसे 𝜙 भी कह सकते हैं क्योंकि यह इंटीग्रेशन के बाद x का फंक्शन बनेगा अब यह एक वेरिएबल का फंक्शन है और हम x पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं x का मान a से b तक है ∬DfxydAabfxydxabcdfxydy इस केस में इस बात से कोई अंतर नहीं आता कि इस तरह के डोमेन में हम पहले x के रिस्पेक्ट में या पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में करें यहां पर लिमिट्स भी बहुत आसान है लेकिन इस तरह हमेशा नहीं होगा क्योंकि हमें इस प्रकार का डोमेन हमेशा नहीं मिलेगा अब नॉन रैक्टेंगुलर रीजन के लिए हम फिर से कुछ आसान केसेस को लेंगे उसके बाद हम कुछ और जनरल केसेस पर आएंगे यहां पर उदाहरण के लिए हमने डोमेन इस तरह का लिया है कि हमारा फंक्शन इस डोमेन में परिभाषित है और कॉरस्पॉडिंगली फंक्शन की वैल्यू वहां है अतः इस तरह के डोमेन के लिए यहां डोमेन v1 से बॉउंडेड है जो कि x पर निर्भर करता है अतः जब x बदलता है तो हमारे पास इस प्रकार का कर्व है इसी प्रकार दूसरा फंक्शन v2x है जो कि यहां पर बाउंड्री है y की दिशा में हमारे पास यह कांस्टेंट है इसलिए x यहां पर x a है तथा यहां x b है और यह कट है लेकिन इस दिशा में y फंक्शन v1 से v2 की तरफ जाता है ∬DfxydAabv1v2fxydydx इस तरह के डोमेन D के लिए भी इंटीग्रल ज्ञात करना मुश्किल नहीं है यहां हम यह मानते हैं की डोमेन D में f परिभाषित है तथा बॉउंडेड या डिस्कंटीन्यूअस या फिर पीस वॉइस कंटीन्यूअस है v1 और v2 भी x के कंटीन्यूअस फंक्शन है अतः यह हमारा डोमेन है जो यहां दिखाया गया है हमें ∬DfxydA जैसा डबल इंटीग्रल देखना है अब हमें सीक्वेंसिंग को फॉलो करना है हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में लिमिट ज्ञात करनी है इसे समझने का यह सरल तरीका है अब हम y के पैरेलल एक रेखा खींचते हैं यह रेखा v1x से अंदर जाती है और v2 से बाहर जाती है अतः यह y दिशा में लिमिट्स हैं और तब इस तरह की रेखाएं x a से x b तक जाती है यह पहला इंटीग्रल है जो y पर लिया गया है y दिशा में लिमिट्स v1x से v2x तक है अतः v1x से v2x y की दिशा में है अब इसे सिंगल इंटीग्रल की तरह हल करेंगे क्योंकि हम x को टच नहीं कर रहे हैं हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं और फिर हम लिमिट लगाएंगे v1x से v2x और जब हम इस इंटीग्रल को हल कर चुके होंगे तब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अब x की लिमिट्स a से b हैं अर्थात x की लिमिट कांस्टेंट है जोकि a से b है लेकिन अंदर का इंटीग्रल में y की लिमिट्स x पर डिपेंड कर रही है v1x से v2x अतः इस तरह के डोमेन के लिए हमें सीक्वेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यदि हम x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर देंगे तो यह समस्या बन जाएगी क्योंकि हमारा इंटीग्रल इस तरह के डोमेन में आसानी से नहीं दिखाया जा सकता इस केस में y की लिमिट v1x से v2x है तथा x की लिमिट्स a से b हैं अतः इस तरह के डोमेन के लिए हमें सीक्वेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा और उदाहरण के लिए यदि हमारे पास डोमेन का इस तरह का फिगर हो तो हम देख सकते हैं कि यह कर्व y पर डिपेंड करता है अतः हमारे पास v1y से v2y है और फिर y c से d तक जाता है यह हल करने का दूसरा तरीका है जो पहले से अलग है इस केस में भी fxy का इंटीग्रेशन करना है जोकि D पर परिभाषित और बॉउंडेड है तथा v1 और v2 कंटीन्यूअस है इस केस में fxy का इस तरह के डोमेन में इंटीग्रेशन पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अब हम इसे डिस्कस करेंगे हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जिसकी लिमिट्स v1y से v2y होंगी और ये रेखाएं c से d तक जाती है और इस तरह हम इसे सरलता से ज्ञात कर सकते हैं इस केस में हम पहले इंटीग्रल को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जहां पर x की लिमिट v1y से v2y है एक बार इंटीग्रेट करने के बाद हमें y का फंक्शन मिलेगा और फिर हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके y की लिमिट c से d लगाएंगे अब हम देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा कन्वीनियंट है यहां पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा क्योंकि यह लिमिट निकालना आसान है फिर हम c से d लिमिट लगा सकते हैं इस केस में भी हम यह देख सकते हैं कि हम इस इंटीग्रल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि एक बार यदि हमारे पास लिमिट आ जाएं तो फिर यह है सिंगल इंटीग्रल की तरह ही है जो हम ज्ञात करना जानते हैं अब हम एक उदाहरण करते हैं पहला उदाहरण यह है ∬RxyxydA और हम इसकी वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं यहां रीजन R रेखा yx और कर्व yx2 से मिलकर बना है तो हमारे पास यह रेखा यहां है तथा यह पैराबोला yx2यहां है यदि हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करें कभी कभी यह ड्रॉ करना मुश्किल हो सकता है हमारे पास यहां पर रेखा yx तथा पैराबोला yx2 है यह दोनों इंटरसेक्ट करते हैं क्योंकि yx तथा yx2 को यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x का मान 0 तथा 1 मिलेगा इन बिंदुओं पर यह इंटरसेक्ट करते हैं जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू भी 0 है यह इंटरसेक्शन का बिंदु है जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू भी 1 है यह इंटरसेक्शन का दूसरा बिंदु है यह वह एरिया है जिसे एरिया ऑफ़ इंटीग्रेशन कहते हैं इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पर हम ∬RxyxydA को इंटीग्रेट करेंगे अब हमारे पास पॉसिबिलिटीस है कि हम पहला इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में ले अतः हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे अब हम एक रेखा y axis के पैरेलल बनाते हैं यह yx2 से अंदर जाती है तथा yx से डोमेन से बाहर आती है और यह इस डोमेन के प्रत्येक बिंदु के लिए सही है इस डोमेन में कहीं भी y axis के पैरेलल बनाते हैं तो यह yx2 से शुरू होती है तथा yx से डोमेन से बाहर आती है इस तरह की रेखाएं x0 से x1 तक जाती है हम पहले y की लिमिट रखते हैं क्योंकि हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में यहां yकी लिमिट yx2 होगी क्योंकि यह डोमेन में यहां से एंटर करता है और फिर yx पर डोमेन से बाहर आता है यही इंटीग्रेशन की लिमिट्स है x01yx2xxyxydydx जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और x की लिमिट क्लियर हैं क्योंकि यह रेखा यहां बनाई गई हैं जिसमें x0 तथा x1 है यह x की लिमिट्स है अतः x0 तथा x1 है तब हम x की या हम ये लिमिट्स दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं अगर हम इस उदाहरण में पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हम यह देखते हैं की x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जाएगी यह लाइन yx से इस डोमेन में प्रवेश करेगी तथा yx2 से बाहर निकलेगी जब प्रवेश करेगी तब x का मान y होगा और जब बाहर निकलेगी तब x का मान y होगा अतः डोमेन से बाहर निकलते समय यह होगा xy और यह x की लिमिट्स हो जाएंगे और y 0 से 1 तक वेरी करेगा अर्थात y की लिमिट 0 से 1 होगी और x की लिमिट y से y होगी इन केसेस में दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं पहले x के रिस्पेक्ट में या पहले y के रिस्पेक्ट में y01xyyxyxydxdy मान लीजिए हम पहले वाला लेते हैं और इस इंटीग्रल को ज्ञात करते हैं हम पहले वाला लेंगे और इससे इंटीग्रेट करेंगे अंदर वाले इंटीग्रल के इंटीग्रेशन के बाद हमें यह मिलेगा इस तरह हम कर रहे हैं तब हमारे पास यह इंटीग्रल 0 से1 है और x2yxy2 पहले dy रिस्पेक्ट में फिर dx के रिस्पेक्ट में x01yx2xx2yxy2 dydx यह 0 से 1 है अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास होगा x2y22xy33 यह वह इंटीग्रल है जिसमें x2 से x लिमिट्स लगाई गई हैं लिमिट लगाने के बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा और x 0 से 1 होगा जब हम y की लिमिट्स रख देंगे तो यह दिखाई देगा x42x43 यह पहले इंटीग्रेशन के बाद है और इसके बाद फिर से एक और इंटीग्रेशन करना है जोकि x के रिस्पेक्ट में हैं हम इसे दोबारा इंटीग्रेट कर सकते हैं तब हमें इस तरह के नंबर मिलेंगे क्योंकि यहां से x55 कैंसिल हो जाएगा और हमें 16 मिलेगा यहां से x को 1 रखने से x77 मिलेगा और लिमिट लगाने पर केवल x की वैल्यू 1 रखने से मान आएगा और दूसरी लिमिट से 0 मिलेगा हमारे पास x88 है अतः 8×324 अब इस वैल्यू को सिंपलीफाई कर सकते हैं तब यह 3 बाई 56 आएगा और यह इस डबल इंटीग्रल का मान है पहले इंटीग्रेशन को y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में करके भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं एक और उदाहरण हम करते हैं जिसमें हमें Re2x3ydxdy को इवेलुएट करना है रीजन R पर रीजन R x एक्सिस y एक्सिस तथा लाइन xy1 से मिलकर बना है पहले स्टेप में हमें डोमेन का स्केच बनाना है हमने डोमेन बना लिया तो उसमें x एक्सिस y एक्सिस तथा लाइन xy1 होगी यह ट्रायंगुलर डोमेन है और बहुत ही आसान है लिमिट्स निकालना भी मुश्किल नहीं है जबकि पहला डायरेक्शन x में या फिर पहला डायरेक्शन y में हो माना हम y का डायरेक्शन पहले ले रहे हैं अर्थात y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी हम देख सकते हैं की यह लाइन y शून्य होने पर एंटर करती है तथा 1 x होने पर बाहर आती है अतः y की लिमिट 0 से 1 x होंगी और फिर x की लिमिट 0 से 1 होगी फिर dx आएगा यह एक तरीका है इस इंटीग्रल को ज्ञात करने का लेकिन इसी डोमेन पर हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके भी इस का मान ज्ञात कर सकते हैं अतः x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल एक रेखा बनाएंगे x0 पर यह डोमेन में एंटर करेगी और x 1 y पर बाहर निकलेगी फिर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और y0 सेy1 होगा तब हम इन दोनों में से किसी को भी पहला या दूसरा इंटीग्रल ले सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं अब हम पहला इंटीग्रल लेते हैं जिसमें y 0 से 1 x तथा x 0 से 1 है हम अंदर के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अतः हमारे पास e2x3y इंटीग्रैंड है हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां हमारे पास e2x y के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है तथा e3y इंटीग्रेशन करने परe3y 3 बन जाएगा और उसके बाद लिमिट 0 से 1 x रखी जाएंगी अतः अप्पर लिमिट रखने पर e3 3x 1 मिलेगा यानी कि 1301e2xe3 3x 1dx यह अंदर वाले भाग का इंटीग्रल है अब हम इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि यह एक साधारण इंटीग्रल है अतः हमारे पास है 13 3e22e312 जब भी हमारे पास सरल डोमेन जैसे कि रैक्टेंगुलर ट्रायंगुलर या जैसा हमने अभी देखा की रेखा और पैराबोला से बॉउंडेड हो तब इन केसेस में चाहे हम पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में या पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में दोनों में से किसी में भी लिमिट निकालना आसान होता है और फिर हम सिंगल इंटीग्रल के रिपीटेशन से इन इंटीग्रल्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं अतः निष्कर्ष यह है कि हमने डबल इंटीग्रल की परिभाषा देखी जो वॉल्यूम इंटीग्रल को दर्शाता है या हम यह कहें कि यह फंक्शन 1 है यह वॉल्यूम को दर्शाता है यदि fxy1 यह डोमेनD का एरिया भी बता सकता है डबल इंटीग्रल का सबसे मुश्किल हिस्सा इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालना है लेकिन जिन केसेस को आज हमने कंसिडर किया वह आसान थे और आसानी से हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स ज्ञात कर सकते थे इंटीग्रेशन के रीजन का स्केच बनाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना रीजन बनाए हमें डोमेन की लिमिट्स का आईडिया नहीं होगा यह कुछ रेफरेंसेस हैं जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए किया है